शब्द संग्रह त्रुटि ओवरशूट डीके रेशियो स्टेप बदलावदोलन स्टेप रिस्पांस इंटीग्रल वर्ग त्रुटि सुप्रभात तो ऐसा है कि यह चीजों को करने का बहुत ही सरल तरीका है और बहुत सी चीजों पर निर्भर करता है जैसे कि आप जानते हैं कि कई बार लोग अपने मॉडल के व्यवहार को सटीक रूप से व्यक्त नहीं कर पाते हैं या फिर एक सटीक संदर्भ मॉडल नहीं दे पाते हैं इसलिए हो सकता है कि यह सरल प्रक्रिया हर बार व्यवहारिक ना हो लेकिन लोग यह करते हैं कि वे संपूर्ण संदर्भ मॉडल के बजाए कुछ निश्चित मानदंडों को बताते हैंवे प्रायः संदर्भ मॉडल के कुछ व्यवहारिक पैरामीटर्स को बताते हैं उदाहरण के लिए वे बता सकते हैं कि मैं क्लोज लूप मॉडल के स्टेप रिस्पांस में मैं एक ओवरशूट चाहता हूं जोकि मान लीजिए 10 से कम हो या आप कह सकते हैं कि मैं वृद्धि समय इतने सेकेंड्स या मिनट्स से कम चाहता हूं इसका मतलब है की अगर मैं एक स्टेप बदलाव करता हूं तो यह तेजी से उस मान तक बढ़ जाए आप यह भी कह सकते हैं कि मैं सेटलिंग टाइम इतने समय से कम चाहता हूं जिसका मतलब है कि इतने सेटलिंग टाइम के बाद यह शुन्य त्रुटि के आसपास पहुंच जाएं या कभी कभी आप यह भी कह सकते हैं कि मैं एक निश्चित मात्रा में डीके रेशियो चाहता हूं अब डीके रेशियो क्या है तो आप देखिए कि अगर आपके पास स्टेप रिस्पॉन्स है आमतौर पर क्लोज लूप संयंत्र का स्टेप रिस्पांस एक अंडरडैंप्ड प्रतिक्रिया दर्शाता है इसलिए हो सकता है हमारी आवश्यकता ओवरशूट पर आधारित हो यह पहला है यह कुछ 10 से 90 वृद्धि समय पर आधारित हो सकता है जो यह है या सेटलिंग टाइम पर आधारित हो सकता है जो कि यह समय है या यह डीके रेशियो पर आधारित हो सकता है जो यह बताता है कि पहले ओवरशूट और दूसरे ओवरशूट के बीच का अनुपात क्या है अगर डीके रेशियो कम है तो इसका मतलब है कि अगर आपका पहला ओवरशूट जोकि ज्यादा होता है तो भी यह तेजी से कम हो गया है तो 2nd से 1st का अनुपात अगर आपको मान लीजिए 25 चाहिए जो एक चौथाई है तो तीसरे से दूसरे का अनुपात भी एक चौथाई होगा जिसका मतलब है कि आपका त्रुटि तेजी से 0 की तरफ जा रहे हैजोकि कुछ मायनों में अच्छा है प्रायः हमें इन चीजों की आवश्यकता होती है वैसे तो कई कंट्रोलर डिजाइंस में स्थिरता निश्चय ही महत्वपूर्ण है और हमारे पास हमारा प्रसिद्ध गैन मार्जिन और फेज मार्जिन है जो आमतौर पर यह बतलाता है कि अगर प्रक्रिया का गेन थोड़ा बदलता भी है तो लूप दोलन नहीं करेगा या संपूर्ण लूप फेज भी थोड़ा बदलता है तो भी यह दोलन नहीं करेगा क्योंकि प्रक्रिया मॉडल जिसको आधार बनाकर हम कंट्रोलर की गणना कर रहे हैं वह सटीक नहीं होगा तो ये सब कुछ सामान्य प्रतिक्रिया मानदंड और स्थिरता मानदंड है जिनका कंट्रोलर सेटिंग्स को डिजाइन करते समय ध्यान रखा जाता है तो अब इसका एक उदाहरण देखते हैं उदाहरण के लिए मान लीजिए मेरे पास एक प्लांट है जो है Kp1sTp मैं एक बहुत ही सरल उदाहरण ले रहा हूं क्योंकि अगर आप एक जटिल उदाहरण लेंगे तो वास्तव में उसका हल और जटिल हो जाता है फिर उसे हल करने के लिए आपको न्यूमेरिकल प्रक्रियाओं की आवश्यकता होगी लेकिन मूल रूप से तरीका यही रहेगा और मान लीजिए मैं एक PI कंट्रोलर ले रहा हूं तो मैंने पहले से ही एक PI कंट्रोलर का चुनाव कर लिया है और अब मुझे Kc और Ti का मान तय करना है मान लीजिए मेरा मानदंड एक चौथाई डीके रेशियो है इसका मतलब है दूसरे ओवरशूट और पहले ओवरशूट के बीच का अनुपात 025 है ठीक है तो इसका मतलब है कि डीके रेशियो जो पहले से दिया हुआ है वास्तव में इस फार्मूला द्वारा प्रकट किया जाता है इसलिए यह मान 025 से कम होगा जिसका मतलब है डीके रेशियो का log लेकर हम इसके हल को सरल बना सकते हैं हम इस तरफ log ले सकते हैं तो आपको पता है डीके रेशियो का ln लगभग इसके बराबर होगा या फिर हम यह कह सकते हैं कि यह ln¼ के बराबर हो जाएगा इसलिए अब हमें मूल रूप से यह पता करना होगा कि ζ का मान कितना होगा जिसके लिए इस फंक्शन का मान ln¼ से कम रहे तो अगर हम GGc 1GGc को हल करें तो हर में हमें S2 2ζ ωnS ωn2 के रूप में कुछ पैरामीटर्स मिलेंगे तो यहां से यह पता चलता है कि ωn भी इन पैरामीटर्स का एक फंक्शन है और ζ भी इन पैरामीटर्स का एक और फंक्शन है इसलिए यह ζ Kc और Ti का एक फंक्शन होने वाला है तो इसलिए अगर आप आखिरकार इस समीकरण को हल करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक समीकरण मिलेगा जो है fKcTiln¼ तो अब हमारे पास एक समीकरण है लेकिन हमें दो पैरामीटर्स को प्राप्त करना है तो जाहिर है हमें इसका सटीक हल नहीं मिलेगा इसके वास्तव में कई हल होंगे इसका मतलब है की सटीक हल प्राप्त करने के लिए हमें कुछ और मानदंडों की आवश्यकता है इसलिए हम वास्तव में कुछ अन्य मानदंडों को समायोजित कर सकते हैं तो KC को निर्धारित करने के लिए हमें कुछ और मानदंडों की आवश्यकता होगी और इसके लिए हम कई मानदंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं उदाहरण के लिए एक मानदंड जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूं वह है न्यूनतम ओवरशूट मैं Kc के ऐसे मान का चयन करूँगा जो Ti के एक दिए हुए मान के लिए मुझे न्यूनतम ओवरशूट दे तो मैं सिर्फ यही नहीं चाहता हूं कि ओवरशूट जल्दी से घट जाए बल्कि मैं यह भी चाहता हूं कि पहला ओवरशूट छोटा रहे ताकि सेटलिंग टाइम और भी कम हो जाए ठीक है इसलिए अगर मैं यह करना चाहता हूं तो मैं ओवरशूट फंक्शन लूँगा और फिर मैं उसे Kc के पद में डिफरेंटशिएट कर दूँगा और फिर उसे 0 के बराबर कर दूँगा यह मुझे एक और समीकरण देगा तो अब मेरे पास 2 समीकरण है और मेरे पास दो अज्ञात पद हैं इसलिए अब मैं इसे Kc और Ti के लिए हल कर सकता हूं तो आप देख सकते हैं यह अनिवार्य रूप से क्लोज लूप फ़ंक्शन के गुणों को बताते हुए फिर उन्हें अज्ञात के पदों में व्यक्त करता है और इन समीकरणों को हल करने का यह एक अनिवार्य प्रक्रिया है तो ये सब आपको पता है हल करने की प्रत्यक्ष प्रक्रियाएं हैं और अब आप देखिए कि ऐसा हमेशा नहीं होता है कि हम इन्हें ओवरशूट या सेटलिंग टाइम या डीके रेशियो के पदों में व्यक्त करें यहां और भी कई तरीके हैं जिससे हम कंट्रोल पैरामीटर के प्रदर्शन को निर्धारित कर सकते हैं और इसके लिए वास्तव में हमें संख्यात्मक तरीकों से विभिन्न पैरामीटर्स को हल करना होगा आमतौर पर इन मामलों को हम विश्लेषणात्मक रूप से हल नहीं कर पाएंगे अब हम कुछ दुर्लभ मामलों को देखते हैं उदाहरण के लिए हम इंटीग्रल वर्ग त्रुटि को ले सकते हैंमतलब अगर हम एक स्टेप रिस्पांस लेते हैं तो यहां कुछ त्रुटि उत्पन्न होगी और अगर मैं उन त्रुटियों को इंटीग्रेट कर दूं तो वह 0 हो जाएगा लेकिन अगर मैं उन त्रुटियों के वर्ग का इंटीग्रेशन करूं तो मैं गेन के ऐसे मान का चयन कर सकता हूं जिससे कि यह फंक्शन न्यूनतम हो जाए अब मैं त्रुटियों का वर्ग ही क्यों ले रहा हूं त्रुटियों का घन क्यों नहीं या फिर संपूर्ण त्रुटि का पावर 4 क्यों नहीं आमतौर पर त्रुटि का वर्ग वास्तव में बहुत प्रचलित है वह भी मुख्यतः दो चीजों के कारण पहली चीज यह है कि त्रुटि के वर्ग में हम उच्च त्रुटियों का वजन कर सकते हैं मतलब हम लोग यह कह रहे हैं कि यदि आप दो की एक गलती करते हैं तो आप चार की गलती से चार गुना बेहतर हैंमतलब यदि त्रुटि परिमाण दोगुना हो जाता है तो कंट्रोल प्रदर्शन मानदंड जो न्यूनतम किया जाना है चार गुना बढ़ जाता है यदि आप तीन को लेते हैं तो यह नौ गुना बढ़ जाएगा जिसका अर्थ है कि हम बड़ी त्रुटियों को भारी दंड दे रहे हैं इसलिए जब हम बड़ी त्रुटियों को दंडित करना चाहते हैं तब हम आमतौर पर E के बरे पावर का चयन करते हैं और वर्ग का चयन इसलिए किया जाता है क्योंकि वर्ग मानदंड के कारण आमतौर पर आपको समीकरणों के अच्छे परिणाम मिलते हैं क्योंकि वर्ग का डिफरेंशिएशन करने से आपको एक लीनियर समीकरण मिलता है जिसे हल करना बहुत आसान है लेकिन कुछ मामलों में जैसे कि हमने जल प्रवाह संयंत्र के pH नियंत्रण का मामला देखा था इन मामलों में अगर आप बड़ी त्रुटियों को दंडित नहीं करना चाहते हैं तो आप पूर्ण त्रुटि के इंटीग्रल का चयन कर सकते हैं कभी कभी हम चाहते हैं कि ठीक है प्रारंभ में कुछ त्रुटि रहे लेकिन यह लगातार बना नहीं रहे तो इन मामलों में मैं एक ऐसा चयन कर सकता हूं जिसे इंटीग्रल टाइम अबसॉल्यूट त्रुटि integral time absolute error ITAE कहा जाता है लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर त्रुटि स्टेप बदलाव के बिल्कुल प्रारंभ में होता है तो उसे दंडित नहीं किया जाता है लेकिन इसी मात्रा का त्रुटि अगर कुछ समय बाद होता है तो इसे अधिक से अधिक दंडित किया जाता है तो हम यह चाहते हैं कि अगर आपके पास त्रुटि है या बड़ी त्रुटि भी है तो आप इसे प्रारंभ में रख सकते हैं लेकिन स्टेप बदलाव के कुछ निश्चित समय के अंदर त्रुटि तेजी से 0 हो जाना चाहिए मतलब त्रुटि निरंतर लंबी अवधि तक बना नहीं रहना चाहिए तो हो ये रहा है कि ITAE बड़ी त्रुटियों को मजबूती से रोकता है इंटीग्रल अबसॉल्यूट त्रुटि integral absolute error IAE छोटी त्रुटियों के लिए ज्यादा अच्छा है क्योंकि छोटी त्रुटियों में e2t और भी छोटा हो जाता हैइसलिए छोटी त्रुटियों को दंडित नहीं किया जाता है और ITAE मैं हम यह चाहते हैं कि त्रुटियां तेजी से 0 हो जाए ताकि त्रुटियां लंबी अवधि तक मौजूद ना रहे तो उदाहरण के लिए आप इस वेवफॉर्म को देखेंअगर आप एक कंट्रोल लूप लेते हैं जो ITAE के आधार पर डिजाइन किया गया है तो यह हो सकता है कि प्रारंभ में आपको उच्च ओवरशूट मिले लेकिन संभवत यह तेजी से कम हो जाएगा क्योंकि यहां इसे भारी रूप से दंडित किया जा रहा है दूसरी तरफ अगर आप IAE लेते हैं और अगर आप IAE और ISE मैं तुलना करें तो आप पाएंगे कि ISE मैं त्रुटि का मान IAE की तुलना में कम होगा क्योंकि ISE में बहुत सी बड़ी त्रुटियों को वास्तव में भारी रूप से दंडित किया जाता है इसलिए त्रुटि ज्यादा नहीं बढ़ेगा लेकिन यह जल्दी घटेगा भी नहीं और जब यह निचले स्तर पर पहुंचता है तो यह लंबे समय तक बना रह सकता है इसलिए आप प्रदर्शन मानदंड के चयन के आधार पर लूप मैं अलग अलग प्रकार के ट्रांजियंट प्रदर्शन पाते हैं तो टिप्पणी में हम कह रहे हैं कि कभी कभी आपके पास एक से अधिक मानदंड होते है कभी कभी मानदंड परस्पर विरोधी भी हो सकते हैयदि आप वृद्धि समय में कटौती करना चाहते हैं तो आपको आमतौर पर गेन को बहुत अधिक बढ़ाना होगा यदि आप गेन को बहुत अधिक बढ़ाते हैं तो फिर आपको बहुत बड़े ओवरशूट मिलते हैं इसलिए एक छोटा वृद्धि समय और एक छोटा ओवरशूट आमतौर पर परस्पर विरोधी मानदंड हैं इसलिए आपको कई मामलों में समझौता करना पड़ता है तो क्या होगा कि आप मानदंड को असमानता के संदर्भ में व्यक्त कर सकते हैं तो वास्तव में आपके पास एक संभव क्षेत्र होता है जिसमें आप कार्य कर सकते हैं और कई मामलों में जब आपके पास जटिल प्रक्रिया होती है मतलब कि जब आपके पास जटिल प्रदर्शन मानदंड होते हैं तो गेन की गणना करने के लिए बड़ी मात्रा में संख्यात्मक परीक्षण और त्रुटि करना पड़ता है या फिर आपको जटिल अनुकूलन एल्गोरिदम का इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि एक व्यवहार्य क्षेत्र में पैरामीटर के उचित मान की खोज करते हैं और इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है और वास्तव में निर्माताओं द्वारा कई प्रकार के ट्यूनिंग सॉफ्टवेयर बेचे जाते हैं अभी तक हमने जो भी चर्चा की है उसमें आमतौर पर हम यह मान लेते हैं कि मॉडल उपलब्ध है लेकिन कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें आप एक सटीक मॉडल प्राप्त नहीं कर पाते हैं और तब आपको प्रक्रिया का मॉडल कुछ साधारण मॉडल संरचना के आधार पर बनाना पड़ता है या फिर कुछ परीक्षण के आधार पर जिसमें आप वास्तव में कुछ प्रयोग करते हैं और फिर प्रतिक्रिया को देखते हैं कुछ निश्चित गुणों की माप लेते हैं और उसके आधार कंट्रोलर को डिजाइन करते हैं ठीक है तो आमतौर पर आपके पास ओपन लूप प्रयोग या क्लोज लूप प्रयोग होते हैं इसलिए अब हम इन दोनों को देखेंगे तो उदाहरण के लिए आमतौर पर ओपन लूप प्रयोग का एक बहुत ही प्रचलित तरीका है प्रतिक्रिया वक्र मतलब आप एक ओपन लूप संयंत्र जोकि आमतौर पर इस प्रकार का हो लेकिन प्रयोग में सीधे यह शैली इस्तेमाल नहीं होता है इसलिए आप एक स्टेप रिस्पांस परीक्षण करते हैं इसलिए इस ओपन लूप संयंत्र का आउटपुट इस तरह बढ़ेगा तो अब संख्यात्मक रूप से आप पाते हैं कि आमतौर पर इस मॉडल में अगर आप एक स्टेप रिस्पांस लेते हैं तो यह स्टेप रिस्पांस वास्तव में e std पद के कारण td समय के बाद बढ़ेगा और फिर उसके बाद यह एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम k 1 sτ की तरह बढ़ेगा इसलिए इस रेखा का ढलान KM द्वारा दिया जाता है मतलब M K τ या फिर τ KM इसलिए एक प्रयोग कीजिए मान लीजिए संयंत्र इस शैली का है जोकि वास्तव में कई संयंत्रों के लिए एक उचित अनुमान है और उसके बाद माप लीजिए की td का मान कितना है और ढलान M कितना है और फिर ढलान M और फाइनल सेटलिंग वैल्यू के आधार पर आपको K का मान मिलेगा तो अब परीक्षण के बाद आप इस td को जानते हैं आप इस K को जानते हैं और आप इस M को जानते हैं तो अब इस आधार पर लोगों के पास कई प्रकार के प्रयोगसिद्ध नियम है प्रयोगसिद्ध नियम का मतलब है प्रक्रिया नियंत्रण विशेषज्ञों ने वास्तव में अपने अनुभव के माध्यम से कई सिमुलेशन और प्रयोगों द्वारा उन्होंने कुछ प्रमुख नियम दिए हैं कि यदि आपको पता चलता है कि K का मान इतना है और M का मान इतना है और td का मान इतना है तब यदि आप P नियंत्रक का उपयोग कर रहे हैं तो गेन के इस मान का उपयोग करें यदि आप PI नियंत्रक का उपयोग कर रहे हैं तो K के इस मान और TI के मान का उपयोग करें इसलिए कुछ ऐसे नियम है जोकि विश्लेषणात्मक रूप से नहीं बल्कि प्रायोगिक रूप से निकाले गए हैं यहां प्रायोगिक से यह मतलब है कि ये मान परीक्षण द्वारा निकाले गए हैं इनकी व्याख्या करना संभव नहीं है ऐसा ही एक प्रचलित नियम है ज़िग्लर निकोल्स तो ज़िग्लर निकोल्स ट्यूनिंग नियम कहता है कि अगर आप यह प्रयोग करते हैं और अगर आप PI कंट्रोलर डिजाइन कर रहे हैं तो गेन Kp का मान td और M के पदों में इतना होना चाहिए और Ti td के पदों में दिया जाना चाहिए तो आप देख सकते हैं कि Ziegler Nichols से जो निकलता है वह अच्छी तरह से काम करता है अब जाहिर है यह हर जगह अच्छी तरह से काम नहीं करेगा इसलिए हमारे पास कई अलग प्रकार के नियम भी है उदाहरण के लिए हम एक और नियम ले सकते हैं जिसे cohen coon नियम कहते हैं जो इस प्रकार दिखता है तो आप देख सकते हैं कि वे वास्तव में काफी करीब हैं केवल एक चीज यह है कि ज़िग्लर निकोल्स ने कहा कि Kp को अब इतना होना चाहिए जबकि कोहन और कोन ने वास्तव में एक और पद जोड़ा है इसलिए आप यहां भी देख सकते हैं कि इस मामले में उसने td के अलावे एक और पद जोड़ा है तो आप देख सकते हैं कि कई प्रकार के प्रयोगसिद्ध नियम दिए गए हैं जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसलिए वास्तव में क्या हो रहा आपको पता होना चाहिए यहां देखिए आप अच्छा पैरामीटर ढूंढ रहे हैंमान लीजिए यह Kptd और Ti का क्षेत्र है ठीक है अब मान लीजिए पैरामीटर्स का वास्तविक अच्छा मान वास्तव में यहां है इसलिए आप उस क्षेत्र में विस्तृत रूप से ढूंढेंगे और हो सकता है अंत में आपको पैरामीटर का सबसे अच्छा मान मिल भी जाए जोकि बहुत मूल्यवान है तो विचार यह है कि अगर आप एक सरल नियम द्वारा एक वैल्यू निकाल ले जोकि वास्तविक श्रेष्ठ वैल्यू के काफी नजदीक हो तो आपकी खोज आसान हो जाएगी और आप तेजी से श्रेष्ठ वैल्यू तक पहुंच पाएंगे यदि आप इस नियम का लाभ नहीं उठाते हैं जो इस Ziegler Nichols और Cohen and Coon द्वारा दिए गए है तो आप यहाँ से खोज शुरू कर सकते हैं और फिर लंबे समय तक खोज के बाद आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं इसलिए मूल रूप से इन नियमों को इस भावना के साथ लिया जाना चाहिए कि वे आम तौर पर आपको एक अच्छा पहला अनुमान देते हैं और फिर आपको यह करना होगा किवास्तव में आपको अपनी प्रक्रिया के अनुसार वास्तविक अच्छे मापदंडों को प्राप्त करने के लिए कुछ ट्यूनिंग करनी होगी इस प्रकार इस ओपन लूप प्रक्रिया का एक समग्र मूल्यांकन यह है कि आपको केवल एक ही प्रयोग की आवश्यकता है बस एक बार एक इनपुट दें और उन मानों को इकट्ठा करें जिन्हें किसी परीक्षण और त्रुटि की आवश्यकता नहीं है और कुछ प्रक्रियाओं के लिए लूप नहीं खोला जा सकता है यह एक बड़ी समस्या है इसका मतलब यह है कि हम यहाँ एक ओपन लूप प्रयोग करना चाहते हैं अब कुछ प्रक्रियाएं पहले से ही क्लोज लूप में हैं आप उन्हें नहीं खोल सकते हैं कोई भी उन्हें आपको लूप खोलने और एक ओपन लूप प्रयोग करने की अनुमति नहीं देगा इसलिए ऐसे मामलों में यह व्यवहारिक नहीं होता है और कभी कभी इन ढलानों आदि का निर्धारण करना भी वास्तव में बहुत कठिन होता है विशेष रुप से जब आपके पास नॉइज हो जब आपके पास नॉइज रहता है तब दिए हुए जानकारी से ढलान निकालना बहुत ही जटिल हो सकता है और आपको कुछ अच्छी सन्निकटन प्रक्रिया का उपयोग करना होगा और अंत में याद रखें कि यह प्रक्रिया वास्तव में सिर्फ ओवरडैंप्ड प्रक्रिया के लिए व्यवहारिक है अंडरडैंप्ड प्रक्रियाओं के लिए नहीं इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते की आप एक ओपन लूप अंडरडैंप्ड प्रक्रिया लें और फिर इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंयद्यपि आप K Td और M का कुछ मान ज्ञात कर सकते हैं इसलिए आपको एक क्लोज लूप प्रक्रिया की जरूरत है और क्लोज लूप प्रक्रिया इस तरह से होती है यह अनिवार्य रूप से एक पुनरावृत्त प्रक्रिया है जिसमें परीक्षण और त्रुटि शामिल है इसलिए यह क्या करता है कि पहले स्टेबल कंडीशन में एक लूप को में प्राप्त करें शायद लूप पहले से ही स्टेबल कंडीशन में है फिर इंटीग्रल और डेरिवेटिव मोड की कार्रवाई को कम करें उन इंटीग्रल गेन और डेरिवेटिव गेन को कम करें यदि आवश्यक हो तो Kp को भी कम करें ताकि लूप स्टेबल हो अब सेट पॉइंट में एक स्टेप बदलाव करें यदि आप सेट पॉइंट में एक स्टेप बदलाव करते हैं तो तो प्रक्रिया लूप उठता है और फिर नीचे गिर जाता है अगर यह मर जाता है मतलब यदि यह चक्र समाप्त हो जाता है तो आप PB को कम करते हैं PB को कम करने का मतलब है गेन में वृद्धि इसलिए यदि आप गेन बढ़ाते हैं तो आपका गेन मार्जिन कम हो जाएगा जिसका अर्थ है कि प्रक्रिया एक दोलन करने के करीब हो जाएगी इसलिए हो सकता है कि अगली बार जब आप गेन कम करें आप एक और स्टेप दे दें इसलिए आप चरण 3 पर जाएं और फिर एक और स्टेप परिवर्तन करें शायद नेगेटिव दिशा में तो फिर ऐसा हो सकता है कि यह लूप लंबे समय तक बना रहे और फिर यह समाप्त हो जाए चूंकि यह अभी भी यह समाप्त हो जा रहा है इसलिए फिर से चरण 3 पर जाएं और फिर थोड़ा सा गेन कम करें और सेट बिंदुओं में एक स्टेप बदलाव करेंऔर तब तक ऐसा करते रहें जब तक की लूप दोलन प्रारंभ ना कर दे निरंतर अवधि और आयाम के साथ माप चक्रों मैं इस अवधि τ और PB के मान पर ध्यान दें गेन जिस पर संयंत्र दोलन करने लगता है वही परम गेन है तो अब आपको दो मान मिलते हैं एक है PB जोकि परम गेन है और दूसरा अवधि τₒ हैतो अब इन पर आधारित कुछ और प्रयोगसिद्ध फार्मूले हैं उदाहरण के लिए Ziegler Nichols कहता है कि अगर आपने PB और τₒ का एक विशेष मान प्राप्त कर लिया है तो एक PI कंट्रोलर के लिए समानुपातिक बैंड क मान इस मान का 22 गुना निर्धारित करें और Ti को इस मान के बराबर लें फिर से यह पूर्ण रूप से प्रायोगिक है इसी तरह एक और प्रक्रिया नियंत्रण विशेषज्ञ Shinskey कहते हैं कि नहीं इन दो वैल्यूज का चयन करें तो जाहिर है आपको इन दोनों के गुण में कुछ अंतर मिलेगा उदाहरण के लिए यहां आपके पास एक उच्च गेन और छोटा टाइम कांस्टेंट मिलेगा और यहां आपको कम गेन लेकिन बड़ा टाइम कांस्टेंट मिलेगाठीक है इसलिए आपको अलग अलग गुण मिलेंगे इसलिए इन क्लोज लूप विधियों का मूल्यांकन यह है कि कुछ परीक्षण और त्रुटि की आवश्यकता होती है और प्रायः जो सेटिंग्स मिलता है जैसा कि मैंने पहले ही कहा है उसे अच्छा पहला अनुमान की तरह लिया जाता है और बाद में उसके आसपास परीक्षण और त्रुटि विधि द्वारा आप पैरामीटर्स को थोड़ा ट्यून करते हैं और अगर अच्छा प्रदर्शन पाते हैं तो आप उन मानों का चयन करते हैं अब कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप PB को लगातार बढ़ाकर लुप चक्र बनाना चाहते हैं तो चक्र का आयाम बढ़ सकता है वास्तव में यह आपके नियंत्रण में नहीं होता है जब प्रक्रिया दोलन कर रही होती है तो इसका आयाम और अवधि वास्तव में आपके नियंत्रण मैं नहीं रहता है लेकिन फिर यह विनाशकारी हो सकता है क्योंकि एक प्रक्रिया को एक बहुत बड़े आयाम के साथ चक्र करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है इसलिए तब आप क्या करने जा रहे हैं इसलिए ऐसे मामलों के लिए एक अच्छी प्रक्रिया है जो कहती है कि कंट्रोल को इस तरह व्यवस्थित करें तो आपके पास एक सामान्य PID कंट्रोलर है और आपके पास हिस्टैरिसीस के साथ एक रिले है तो इसका मतलब यह है कि अगर त्रुटि पॉजिटिव होती है तो रिले इस दिशा में स्विच कर जाएगा और यदि त्रुटि नेगेटिव होती है तो रिले उस दिशा में स्विच कर जाएगा तो अब यह होगा कि इस रिले के कारण अब आप स्विच से चिपके रहते हैं और फिर इस रिले के साथ संयंत्र को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा कि रिले लगातार टॉगल करेगा इसलिए रिले आपको एक दोलन इनपुट देगा तो क्या होगा कि प्लांट वास्तव में तुरंत दोलन करना शुरू कर देगा इसमें कोई परीक्षण और त्रुटि की आवश्यकता नहीं होगी और दोलन के आयाम को अब रिले के गुणों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है तो अब आपको एक अच्छी स्थिति मिल गई है जहां बिना किसी परीक्षण और त्रुटि के दोलन सीधे रिले द्वारा प्रेरित किया जा सकता है और इसके आयाम को नियंत्रित किया जा सकता है तो अब आप एक छोटा दोलन प्रेरित कर सकते हैं और फिर उस दोलन की अवधि को ले सकते हैं इसे नॉन लीनियर कंट्रोल में डिस्क्राइबिंग फंक्शन एनालिसिस कहा जाता है यदि आपके पास प्रक्रिया में इस तरह का दोलन है जिसका आयाम a है जिसे नियंत्रित किया जा सकता है और यदि रिले स्विचिंग का आयाम 2d है तो अंतिम गेन जिसे आप क्लोज लूप ट्यूनिंग फार्मूला मैं इस्तेमाल करने के लिए प्राप्त करना चाहते हैं उसे इस फार्मूला द्वारा निकाला जा सकता है तो आप देखिए कि आप अभी भी वही गेन PB निकाल रहे हैं लेकिन अब आप एक प्रायोगिक प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपको नियंत्रणीय आयाम के एक शॉट पर दोलन स्थापित करने की अनुमति देता है जोकि एक बहुत बड़ा फायदा है और फिर आप आसानी से उन फार्मूले का उपयोग करके गेन प्राप्त कर सकते हैं और ऐसा है कि लोगों ने वास्तव में इसे PID कंट्रोलर में व्यावसायिक रूप से लागू किया है ताकि जब भी ऑपरेटर को लगे कि प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की आवश्यकता है तो इस प्रक्रिया को क्षण भर में रिले पर फ्लिक किया जा सकता है और तुरंत एक दोलन स्थापित किया जा सकता है और फिर दोलन के आयाम और दोलन की अवधि को ध्यान में रखते हुए गेन को बहुत जल्दी से स्थापित किया जा सकता है इसलिए कोई अलग प्रयोग की आवश्यकता नहीं है और फिर कंट्रोलर को स्वचालित रूप से केवल एक पुश बटन के फ्लिक द्वारा ट्यून किया जा सकता है इसलिए इसे ऑटो ट्यूनिंग कहा जाता है इसलिए यहां संपूर्ण ट्यूनिंग प्रक्रिया स्वचालित है तो हमारा यह व्याख्यान यही समाप्त होता है इसमें हमने वास्तव में कंट्रोल लूप के विभिन्न प्रदर्शन मानदंडों की समीक्षा की है फिर हमने एक प्रक्रिया मॉड्यूल ओपन लूप प्लांट मॉडल और संदर्भ मॉडल के आधार पर कंट्रोलर सेटिंग्स की प्रत्यक्ष गणना का एक तरीका देखा फिर हमने कुछ प्रयोगसिद्ध ट्यूनिंग नियमों का पता लगाया जो ओपन लूप और क्लोज लूप प्रयोगों पर आधारित हैं जिन्हें आप संयंत्र पर लागू कर सकते हैं और अंत में हमने ऑटो ट्यूनिंग नामक एक प्रक्रिया देखी जहाँ हम जल्दी और स्वचालित रूप से एक प्रयोग कर सकते हैं और कंट्रोलर सेटिंग्स का पता लगा सकते हैं तो आपके लिए विचार करने के लिए कुछ बिंदु है कि आप यह पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि किन स्थितियों में P PI PID कंट्रोलर का उपयोग किया जाना है सभी उत्तर इस व्याख्यान में ही हैं और आप प्रक्रियाओं के उदाहरण स्वयं पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं और फिर किन शर्तों के तहत एक प्रत्यक्ष संश्लेषण प्रक्रिया को लागू किया जा सकता है तो आपकी प्रक्रिया मेंआप इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं यदि कर सकते हैं तो क्यों और यदि नहीं कर सकते तो क्यों नहीं आप ओपन लूप तरीकों का क्लोज लूप तरीकों की तुलना में दो फायदा और नुकसान बता सकते हैं और अंत में आप यह पता लगा सकते है कि किन परिस्थितियों में ऑटो ट्यूनिंग सुविधा की आवश्यकता होगी और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है इसकी एक प्रक्रिया इस व्याख्यान में पहले ही दी जा चुकी है तो अब हम यही समाप्त करते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद